तो आइए अब मैं आपके सामने गेट ड्राइव के संबंध में कुछ उपयोगी पॉइंट रखता हूं DC DC कनवर्टर के पावर सेमीकंडक्टर स्विच का गेट ड्राइव जो PV स्रोत से लोड R0 में इंटरफेस हो रहा है PV मॉड्यूल और DC DC कनवर्टर को ध्यान में रखते हुए मैं अभी एक बक कनवर्टर लिखने जा रहा हूं यह कोई अन्य कनवर्टर हो सकता है जिसे आप इस एप्लिकेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं अब ये दो पॉइंट point एक जैसे पॉइंट हैं और यह स्विच है तो गेट पिन से बाहर निकल रही गेट लाइन के साथ आम तौर पर मैं पावर सेमीकंडक्टर स्विच को BJT के रूप में दर्शाता रहा हूं जो इस तरह निकल रही है लेकिन वास्तव में यह अपने में ड्राइव के साथ काफी कठिन सर्किट है अब उदाहरण के लिए इस NPN ट्रांजिस्टर पर विचार करें बेस ड्राइव को एमिटर के संबंध में दिया गया है अब अगर यह MOSFET होता तो गेट ड्राइव सोर्स के संबंध में दिया जाता जहां भी हम BJTs बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टरस का उपयोग करते हैं आप MOSFET या फिर IGBTs का उपयोग कर सकते हैं अब यह BJT एक गेट ड्राइव सर्किट द्वारा संचालित है और यह एमिटर के संबंध में रेफरल है ड्राइव को एमिटर के संबंध में बेस को दिया जाता है क्योंकि यह एमिटर पॉइंट एक नोड से जुड़ा होता है जिसका पोटेंशियल वेरी कर रहा है इसलिए कुछ समय के लिए डायोड संचालन कर रहा है यह शून्य है कुछ समय के लिए जब पावर स्विच संचालन कर रहा है यह vT पर है और इसलिए यह पोटेंशियल तय नहीं है आपको यह देखने की जरूरत है कि यह गेट ड्राइवर केवल एमिटर के संदर्भ में है और ड्राइव का यह हिस्सा सर्किट के उस हिस्से से आइसोलेटेड है जो इस सर्किट ग्राउंड के संदर्भ में है इसलिए आपको एक आइसोलेशन और ऐसे सर्किट की आवश्यकता होगी जो गेट में PWM सिग्नल को उचित रूप से चलाएं अब सर्किट ड्राइव के इस हिस्से में एक पावर सप्लाई होगी जो इस तरह से संदर्भित है कि गेट सही प्रकार से बायस रहे अब मैं आपको सर्किट के इस हिस्से का एक उदाहरण दिखाता हूं यह आइसोलेटेड गेट ड्राइव एक BJT को चला रही है और शायद एक MOSFET को भी यह एक आइसोलेटेड गेट ड्राइव सर्किट का एक सैंपल सर्किट है यह ट्रांसफार्मर आइसोलेटेड है आप यहां ट्रांसफार्मर देखते हैं यह QP पावर BJT है जिसके माध्यम से पावर करंट बहता है बाकी सभी गेट ड्राइव सर्किट हैं इस गेट ड्राइव सर्किट का यह हिस्सा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में है प्राइमरी ट्रांसफार्मर के गेट ड्राइव सर्किट का यह हिस्सा अब इस बिंदु पर विचार करें यह PWM ब्लॉक में इनपुट पॉइंट कनेक्शन है जो संभवतः PWM IC के भीतर या माइक्रोकंट्रोलर के IO पोर्ट से आ रहा है अब यह जब यह हाई होता Vb हाई हो जाता है तो Q2 के बेस के लिए ड्राइव है और Q2 सेचुरेशन पर चला जाएगा R5 और R6 को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि Q2 सैचुरेट हो जाएगा इस पॉइंट पर जहाँ मैं माउस कर्सर द्वारा इंडिकेट कर रहा हूं ground से जुड़ जाएगा तब संपूर्ण VCC एक डॉट के साथ प्राइमरी वाइंडिंग के एक्रॉस पॉजिटिव के रूप में दिखाई देगा यह हिस्सा डायोड की वजह से सर्किट से बाहर है अब यह साइड का डॉट भी पॉजिटिव होगा यह इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा जब यह डायोड फॉरवर्ड बायस है Q1 को बंद होना आवश्यक है PNP ट्रांजिस्टर के कारण और यह R1 के माध्यम से QP के बेस में बहता है और QP को ऑन करता है R2 C मूल रूप से एक स्पीड अप सर्किट है जब यह ऑन होता है C ऑन करने के लिए कम होगा R2 बहुत छोटा है R1 की तुलना में बहुत ज्यादा आवेशित करंट इसके द्वारा प्रवाहित होता है और QP की ऑन होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है अगर यह हिस्सा वहां नहीं है तब भी यह काम करेगा लेकिन यह धीमे टर्न ऑन के साथ होगा अब जब यह धीमा हो जाता है तो Vb कम हो जाता है Q2 बंद हो जाएगा बेस चार्ज पुनर्संयोजित होंगे यदि R6 के माध्यम से यह पास होता है और यदि यह बंद हो जाता है तो पोलैरिटी उलट जाएगी यह नेगेटिव हो जाता है यह पॉजिटिव हो जाता है और मैग्नेटिक एनर्जी इसके माध्यम से व्हील को फ्री करेगी तो इसी तरह यह डॉट नेगेटिव होगा इसके संबंध में जो पॉजिटिव है और यह डायोड D1 रिवर्स बायस्ड होगा और पिक्चर से बाहर होगा यह बेस अपने कलेक्टर से R3 के माध्यम से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पोटेंशियल शून्य है कैपेसिटेंस के कारण यह पोटेंशियल यहां पॉजिटिव होगी यह Q1 पर ड्राइव करेगा और एक पुनरसंयोजित बेस करंट है जो QP के बदले में बहेगा तो इस प्रकार से यह विशेष बेस ड्राइव आइसोलेटेड बेस ड्राइव काम करेगा बेशक आप इसे MOSFET से भी बदल सकते हैं यह वही बेस ड्राइव है जिसे गेट ड्राइव में बदल दिया गया है क्योंकि यह अब MOSFET के गेट को चला रहा है तो यह N चैनल MOSFET है इसलिए यह ड्रेन है यह गेट है और यह स्रोत है और MOSFET के स्रोत के संबंध में गेट ड्राइव दिया गया है सर्किट वही है जो हमने BJT के लिए देखा था केवल मैंने स्पीड अप रजिस्टेंस और स्पीड अप सर्किट के कैपेसिटरस को हटा दिया है कारण यह है कि MOSFET के अंदर सहज ढंग से गेट और स्रोत के बीच कैपेसिटेंस है और यह एक स्पीड अप सर्किट के रूप में कार्य करेगा इसलिए जब Vg अधिक हो जाता है Vg वर्तमान में PWM IC के PWM ब्लॉक या माइक्रोकंट्रोलर के IO पोर्ट से है और जब Vg हाई होता है तो Q2 ऑन होता है प्राइमरी के एक्रॉस पूरे VCC को ग्राउंड करने के लिए यह जुड़ा हुआ है डायोड हमारे द्वारा फॉरवर्ड बायस है डायोड D1 और D2 और फिर यह R1 से होकर बहता है और कैपेसिटर उस समय के दौरान शॉर्ट होता है और इसके द्वारा आवेशित करंट को इनेबल करता है और फिर कैपेसिटर को जल्दी से चार्ज करता है इसलिए गेट स्रोत वोल्टेज बंता है और QP को ऑन करता है अब जब यह धीमा होता है तो Vg धीमा हो जाता है Q2 बंद हो जाता है Magnetic energy R4 और Df के माध्यम से पोलैरिटी फ्री व्हीलस का उलटा होता है यहां यह डॉट दूसरे छोर के संबंध में यहां भी नेगेटिव है डायोड D1 बंद है और यह R3 यहां groundसे जुड़ा हुआ है और फिर D2 बंद है और आप देखेंगे कि यह कैपेसिटर गेट सोर्स कैपेसिटर Q1 द्वारा इस फैशन में डिस्चार्ज हो जाएगा तो इस तरह MOSFET गेट ड्राइव सर्किट आइसोलेटेड गेट ड्राइव सर्किट भी इसी तरह काम करता है ट्रांसफार्मर आइसोलेशन के बजाय मैग्नेटिक आइसोलेशन के बजाय साहित्य में ऑप्टोकॉपलर आइसोलेशन भी पाएंगे आइए मैं आपको एक ऑप्टोकॉपलर आइसोलेशन उदाहरण दिखाता हूं यहाँ एक ऑप्टोकॉपलर आइसोलेशन का एक उदाहरण है यहाँ देखें यह एक ऑप्टोकॉप्लर है इसमें प्राइमरी साइड पर एक डायोड और सेकेंडरी साइड पर ट्रांजिस्टर Q4 बना होता है जैसा कि आप देखते हैं डायोड द्वारा उत्सर्जित प्रकाश द्वारा ट्रांजिस्टर को ट्रिगर किया जाता है तो अब हम कहते हैं कि जब Vg हाई हो जाता है तो PWM ब्लॉक से कनेक्ट Vg हाई हो जाता है इस डायोड के माध्यम से करंट फ्लो होता है यह प्रकाश उत्सर्जित करता है और Q4 को ट्रिगर करता है और Q4 ऑन होता है और यह ground से जुड़ा होता है इसलिए यह पोटेंशियल यहां ग्राउंडेड हो जाएगा और इसकी वजह से Q3 को बेस ड्राइव नहीं मिलेगा और Q3 बंद हो जाएगा इसलिए यदि Q3 बंद है तो यह पॉइंट यहां जैसा कि मैं माउस कर्सर दिखा रहा हूं माउस पॉइंटर हाई होगा क्योंकि VCC इस बिंदु पर आएगा और Q1 के लिए बेस ड्राइव होगा Q1 NPN है Q2 PNP है Q1 के लिए बेस् ड्राइव होगा Q2 के लिए नहीं और इसलिए Q1 ऑन रहेगा

इसलिए VCC इस तरह से है इस रास्ते में करंट फ्लो होगा QP के गेट या सोर्स कैपेसिटेंस को चार्ज करेगा और QP को ऑन करेगा जब Vg हाई हो जाता है तो QP ऑन हो जाएगा जब Vg कम होता है तो डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा कोई प्रकाश स्रोत नहीं होगा और इसलिए Q4 बंद हो जाएगा यहां यह potential अधिक होगी R7 R5 के माध्यम से Q3 में बेस ड्राइव होगा Q3 ऑन होगा और Q3 का कलेक्टर हाई होगा क्षमा करें Q3 का कलेक्टर कम होगा क्योंकि Q3 ऑन है इसे ग्राउंडेड किया जाएगा और Q1 ऑफ कंडीशन में होगा अब उस कंडीशन के दौरान गेट सोर्स कैपेसिटेंस के एक्रॉस पोटेंशियल Q2 को चलाएगा और इस तरह से Q2 के माध्यम से डिस्चार्ज हो जाएगी तो इसी तरह QP ऑन हो जाएगा तो यह MOSFET का उपयोग करते हुए एक ऑप्टोकोपलर गेट ड्राइव का एक उदाहरण है आपके पास ट्रांजिस्टर BJT के लिए भी एक ऑप्टोकोपलर गेट ड्राइव हो सकता था एक महत्वपूर्ण चीज यह है जिसका आपको ध्यान देना चाहिए कि प्राइमरी साइड की तरफ यह सारे सर्किट में इस ग्राउंड के संदर्भ में पावर सप्लाई होगी मैं इसे इस प्रतीक रूप में दिखाऊंगा और सेकेंडरी साइड पर भी ट्रांसफार्मर आइसोलेटेड गेट ड्राइव से भिन्न पावर सप्लाई की जरूरत होती है ट्रांसफ़ॉर्मर आइसोलेटेड गेट ड्राइव में पावर ट्रांसफर होता है सेकेंडरी साइड में पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन एक ऑप्टोकोपलर आइसोलेशन में केवल जानकारी ट्रांसफर होती है आपको सेकेंडरी साइड में भी एक पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है जो कि प्राइमरी साइड पर जो है उससे आइसोलेटेड और अलग है इसलिए अतिरिक्त सर्किटरी की आवश्यकता है तभी ड्राइव का यह हिस्सा काम करेगा इसलिए यदि आप इस पर विचार करते हैं और ट्रांसफार्मर आइसोलेशन को हटा दें और मेरे पास लाइट सोर्स है तो अब यह ऑप्टो आइसोलेटेड गेट ड्राइव बन जाता है सर्किट के इस हिस्से को एक अलग पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है मैं इसे और इस ग्राउंड को इंडिकेट कर रहा हूं और यह ग्राउंड अलग और भिन्न है तो ये आइसोलेटेड सप्लाई हैं तभी यह काम करेगा वैकल्पिक रूप से अगर हम गेट ड्राइव को सरल बनाना चाहते हैं विशेष रूप से लो पावर सर्किट के लिए हम NPN BJT को PNP BJT के साथ बदल सकते हैं तो क्या होता है तो मुझे इस हिस्से को मिटाने दें या इस हिस्से को हटाने दें और मुझे PNP BJT के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को शामिल करने दें अब क्योंकि यह PNP है एमिटर vT से जुड़ा है vT एक वेरी करती हुई नोड पोटेंशियल नहीं है दूसरी तरफ यहाँ यह पॉइंट है तो यह एमिटर और बेस अब इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अब मुझे एमिटर और बेस के बीच रेसिस्टर को कनेक्ट करने दें और फिर इस तरह के कनेक्टर रेसिस्टर और फिर उसे एक NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के पास और मेरे पास इस NPN ट्रांजिस्टर का बेस इस तरह से जुड़ा होगा और मैं यहाँ Vb को PWM सिग्नल देता हूं तो यह उन्हें ग्राउंड के साथ एक बहुत सरल बेस ड्राइव सर्किट बन जाता है इसलिए आप देखते हैं कि Vb तब सिग्नल देता है जब Vb हाई होता है इन दो रजिस्टेंस को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पर्याप्त बेस करंट का फ्लो इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से हो यह ट्रांजिस्टर ऑन होता है जिसका अर्थ है कि यह पॉइंट ground से जुड़ा हुआ है इसलिए यदि यह पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से करंट का फ्लो होता है और इस बेस के माध्यम से भी करंट का फ्लो होगा क्योंकि जब इस के द्वारा करंट का फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव होता है और 06 वोल्ट ड्रॉप होता है ड्रॉप आप इस तरह से भी करंट फ्लो देखेंगे और रजिस्टेंस की इन दो वैल्यूज को ठीक से डिज़ाइन किया गया है जिस पर यह PNP ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है ताकि यह ऑन हो जाए और जब यह धीमी हो जाए तो इस ट्रांजिस्टर के लिए बेस ड्राइव नहीं होगा यह बंद हो जाएगा बेस करंट फ्लो नहीं है बेस करंट फ्लो करने का मौका है यह बंद हो जाएगा लेकिन यहां बेस करंट रिकांबिनेशन पाथ होगा तो इस तरह से इस सिंपल बेस ड्राइव सर्किट का उपयोग बहुत कम पावर एप्लीकेसंस के लिए किया जा सकता है क्योंकि आपको बहुत हाई पावर एप्लीकेशन और पावर स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए PNP नहीं मिलेगा और यदि आप इसे एक MOSFET से बदलना चाहते हैं तो आप उसी सिद्धांत के साथ P चैनल MOSFET का उपयोग कर सकते हैं यदि पावर का स्तर हाई हो जाता है और आप NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग करना चाहते है क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर और P चैनल MOSFET हाई पावर्स के लिए उपलब्ध नहीं हैं उस स्थिति में एक सिंपल बेस या गेट ड्राइव सर्किट पाने का एक और सरल तरीका है हम क्या कर सकते हैं ठीक है इस हिस्से को मिटा दें मुझे हिस्से को वहां जोड़ने दें और मैं इस ग्राउंड को यहां से हटा दूंगा और यहां एक NPN ट्रांजिस्टर रखूंगा मैं वहां NPN ट्रांजिस्टर या N चैनल MOSFET का उपयोग कर सकता हूं और मैं उस ट्रांजिस्टर के बेस को इस तरीके से चलाऊंगा की मुझे माइक्रोकंट्रोलर या PWM IC से आने वाले PWM ब्लॉक से Vb को PWM सिग्नल मिलेगा आप देखते हैं कि यह एक साधारण सर्किट है और आप इस फैशन में R0 के एक्रॉस आउटपुट को लेते हैं तो यहां लोड पोटेंशियल है आप देखेंगे कि लोड ग्राउंड सोर्स ग्राउंड से अलग है बेशक इस मामले में PV पैनल एक आइसोलेटेड कंपोनेंट होने के नाते आपको इस सोर्स ग्राउंड और लोड ग्राउंड के समान होने की जरूरत नहीं है यह अलग अलग हो सकता है और इसलिए फ्लोटिंग लोड का होना स्वीकार्य है इसलिए ऑपरेशन सिंपल है जब Vb हाई होता है तो QP ऑन होता है इसलिए जब QP ऑन होता है तो वह यहां ग्राउंड से जुड़ा होता है और तब इंडक्टर कैपेसिटर लोड के माध्यम से करंट का प्रवाह होता है और फिर इसके माध्यम से इस तरह ग्राउंड में फ्लोहोता है और जब यह कम हो जाता है तो QP ऑफहो जाता है वहाँ केवल फ्रीव्हीलिंग एक्शन हो रहा है यहाँ यह ओपन है तो इस ऑपरेशन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है यह आपको पावर स्विचको ऑन और ऑफ करने के लिए बहुत ही सरल ड्राइव सर्किट देगा अब मैं आपको सिंपल बेस ड्राइव सर्किट के साथ एक सिंपल सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा जिसे आप जल्दी से रिग कर सकते हैं और लैब में लागू कर सकते हैं तो यह एक पूर्ण सर्किट है जिसमें PV मॉड्यूल होता है जो कैपेसिटर C से जुड़ा होता है और सर्किट के इस हिस्से में पावर प्रवाहित होता है सर्किट के इस हिस्से को पहचानें बक के बाद PNP स्विच है इसलिए यह एक बक सर्किट है बक रेगुलेटेड सर्किटऔर मैंने यहां PNP का उपयोग किया है और फिर इस Q1 और Q2 को ड्राइव करने के लिए R1 और R2 का उपयोग करते हुए हमने इस प्रकार के बेस ड्राइव सर्किट की चर्चा की और फिर PWM सिग्नल एक IC SG3 525 से आ रहा है यह एक PWM IC है इस स्पाट के माध्यम से आप सिग्नल के ड्यूटी साइकिल को सेट कर सकते हैं जिसे आप इस वोल्टेज को एडजस्ट करके यहां प्राप्त कर रहे हैं अब यहां एक शटडाउन पिन है यह सर्किट के इस हिस्से से आ रहा है MCT2E एक ऑप्टोकोप्लर है जिसको यहां लिनियर रीजन में ऑपरेट किया गया है मेरे पास रसिस्टर मे एक डबल ब्रांच डायोड रसिस्टर और ऑप्टोकोप्लर डायोड है ये दो नोन रजिस्टेंस हैं इसलिए इस ऑप्टोकॉप्लर डायोड के माध्यम से बहने वाला करंट कुल करंट का एक माप है जो कि उसे सेंस करने के लिए और किसी भी ओवर लोड से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यह डायोड करंट के समानुपाती लाइट को उत्सर्जित करेगा और ट्रांजिस्टर का हिस्सा एक लीनियर रजिस्टर वैरिएबल रेज़िस्टर पास होगा और उसी के अनुसार पोटेंशियल यहाँ बदल जाएगा और जिसे सेंस किया जा सकता है और करंट प्रोटेक्शन सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और PWM IC को शट डाउन करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह एक सिंपल सर्किट है एक बहुत सिंपल सर्किट जिसे प्रयोगशाला में आसानी से लागू किया जा सकता है